आइए कुछ समस्याओं को देखें जिन्हें हम प्लैनर रिजिड बॉडी के सिस्टम में हल कर सकते हैं आइए एक साधारण उदाहरण से शुरू करते हैं हमारे पास एक प्लेटफार्म है इस चित्र में यहाँ एक प्लेटफार्म है स्वीमिंग पूल में आपने कुछ ऐसा देखा होगा जहां व्यक्ति यहां जाकर खड़ा हो जाता है अब मान लें कि हम इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं एक तरीका जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है और माना कि यह दीवार है आप इन दोनों को इस तरह पिन कर सकते हैं आइए हम इसे एक प्लेटफार्म A B C कहते हैं माना D सपोर्ट है हम मेंबर या रिजिड बॉडी A B C और रिजिड बॉडी B C में फोर्सेज के लिए हल चाहते हैं साथ ही हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि दीवार में कितनी रिएक्शन होती है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे यह जानने की जरूरत है कि यहां सपोर्ट कितने फाॅर्स का सामना करने में सक्षम होना चाहिए तो चलिए इस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं इस समस्या को हल करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अज्ञात और उपयुक्त समीकरण हैं एक तरीका यह देखना है कि बॉडी के पास कितनी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम होगी आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हम फिक्स्ड फ्रेम को रेफरेन्स से शुरू करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मैं हैश लगाता हूं तो इसका मतलब है कि यह एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अब इस विशेष बॉडी A B C की डिग्री ऑफ़ फ्रीडम तीन होगी आइए मान लें कि B D वहां नहीं है तो यह घूम सकता है अगर मैं यहाँ पर हिन्ज लगाऊँ जिसका अर्थ है कि तीन डिग्री ऑफ़ फ्रीडम से यह एक डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हो जाती है इस विशेष प्लेटफार्म के पास सिर्फ रोटेशन होगा और मैं रोटेशन को रोकना चाहता हूं ताकि यह स्थिर हो जाए मैं जो सरल काम कर सकता हूं वह यह है कि इस विशेष रिजिड बॉडी को जोड़ना है जिसे B पर बॉडी ABC में पिन किया गया है और D पर पिन किया गया है इसलिए यदि मैं ऐसा करता हूं तो इस विशेष बॉडी BD में डिग्री ऑफ़ फ्रीडम तीन हो जाती है आइए हम ABC के बारे में भूल जाएं केवल AB को देखें और इसे इस विशेष बिंदु पर फिक्स फ्रेम पर पिन किया जाता है तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम एक है जो D के साथ में घूम रही है इसलिए जब A A के साथ में घूम सकता है क्षमा कीजिए ABC A के साथ में घूम सकता है और यदि BD D के साथ में घूम सकता है और अगर इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष B पर होने वाली गति से रोक दिया जाए तो आपके पास डिग्री ऑफ़ फ्रीडम शून्य रह जाती है जिसका अर्थ है कि यह स्थिर है अब इसे देखते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और यह समझना बेहतर है कि क्या हम इस समस्या को हल कर सकते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हमारे पास दो रिजिड बॉडी हैं आइए हम बस उन्हें नीचे सूचीबद्ध करें एक ABC है दूसरा BD ध्यान रहे मैं हमेशा वर्णमाला के बढ़ते क्रम में उपयोग कर रहा हूं ABC BD ताकि इसे समझना आसान हो अब अगर मैं ABC के फ्री बॉडी और BD के फ्री बॉडी को चित्रित कर सकता हूं तो मैं अज्ञात को लिए हल कर सकता हूं तो चलिए अभी अभ्यास शुरू करते हैं आइए ABC को देखें तो मैं यहाँ इस विशेष बॉडी को बनाने जा रहा हूँ यह A है यह B है और यह C है पहला काम हम ये करेंगे की इस विशेष बॉडी रिजिड बॉडी सिस्टम को फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स से हटा देंगे तो इसे फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रिफरेन्स से अलग कर दिया मैं FF का उपयोग करने जा रहा हूँ जैसे हमने पहले किया है तो क्या होता है आइए देखें और जांच करें यदि आप इस विशेष बिंदु A को देखते हैं तो इस विशेष बिंदु पर इसे फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स पर पिन किया जाता है जिसका अर्थ है यह इस दिशा में गति और y दिशा में गति की अनुमति नहीं देता है जिसका अर्थ है की यहा दो फोर्सेज है जो दिखाई देंगे मान लीजिए कि हम अभी के लिए ये दिशाए लेने जा रहे हैं यदि किसी अन्य दिशा का उपयोग करने में सुविधा होती है तो हम इसे बाद में बदल देंगे तो A पर ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवरोध के कारण यह रिएक्शन है यह रिएक्शन क्षैतिज दिशा में व्यवरोध के कारण होगी यदि आप D को दोबारा देखें तो मेरे पास इस तरह की व्यवरोध है और क्योंकि यह बिंदु D के फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स के सम्बन्ध में नहीं चलता है इसलिए इसे देखते हुए अब मैंने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स से हटा दिया है इस पर हमारा एक आदमी भी खड़ा है मान लीजिए कि हमारे पास यह प्लेटफॉर्म है जिसका वेट कम या नगण्य है व्यक्ति का वेट W इस पर कार्य करेगा यहाँ कोई अन्य फोर्सेज नहीं हैं ध्यान रहे यह रिजिड बॉडी सेट का सिस्टम है जिसे मैंने चित्रित किया है और यह फ्री बॉडी अब पूरा हो गया है तो मैं इसे फिर से दोहराता हूँ मुझे सिर्फ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स से अलग करना है ताकि मुझे ये रिएक्शन मिलें सिस्टम में बाहरी फोर्सेज को जोड़ें लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियों में से एक BD के कारण ABC पर होने वाली रिएक्शन को जोड़ना है कृपया ऐसा न करें क्योंकि यहा एक सिस्टम है जिसे हम देख रहे हैं अब आइए हम इस विशेष फ्री बॉडी की जाँच करें हमारे पास जो अज्ञात हैं जिन्हें हमें हल करने की आवश्यकता है वे तथा हैं जो इस सापेक्ष में रिएक्शन हैं इस विशेष रिजिड बॉडी का उपयोग करते हुए चूंकि यह स्थिर है अगर मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि मैं कितने समीकरण उत्पन्न कर सकता हूं तो उत्तर है कि मैं इस स्थिर वस्तु से तीन समीकरण उत्पन्न कर सकता हूं वह क्षैतिज फाॅर्स नेट क्षैतिज फाॅर्स शून्य के बराबर है नेट वर्टीकल फाॅर्स शून्य के बराबर होता है और मेरे द्वारा लिए गए किसी विशेष बिंदु पर नेट मोमेंट शून्य के बराबर होता है यह समझ में आता है लेकिन बात यह है कि मेरे पास केवल तीन समीकरण हैं जो मुझे मिल सकते हैं मुझे तीन समीकरण क्यों मिल रहे हैं इसका कारण यह है कि यदि मैं इस विशेष सिस्टम को देखता हूं तो यह सिस्टम ऐसी सिस्टम नहीं है जो अपने आप में रिजिड हो इसकी अपनी आंतरिक डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है मैं कुछ ही समय में प्रदर्शित करूंगा कि यह कैसा प्रतीत होता है यदि आप इस विशेष रिजिड बॉडी को ध्यान से देखें और यदि मैं इस विशेष बिंदु को लेता हूं और प्रश्न पूछता हूं क्या BD ABC के सापेक्ष घूम सकता है इसका जवाब है हाँ और इसलिए जब इस सिस्टम को हल करने की बात आती है तो मुझे 1 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम का ध्यान रखना होगा और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं अन्य दो रिजिड बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ तो मैं अब इसे अलग करने जा रहा हूँ मैं इन दो वस्तुओं को B से अलग करने जा रहा हूँ मैं यह कैसे करूँ मैं अन्य सभी रिजिड बॉडी को फिक्स कर दूंगा सिवाय इसके जिस पर मैं विचार कर रहा हूं तो यह BD है मैं इस विशेष रिजिड बॉडी को देख रहा हूं जब मैं इस पर फोर्सेज की जांच कर रहा हूं मैं तय करने जा रहा हूं फिक्स्ड फ्रेम के अलावा मैं इस ABC को फिक्स करने जा रहा हूं यह बिल्कुल नहीं हिल रहा है यदि मैं वैसा ही करता हूँ जैसा हमने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स के लिए किया है तो यह विशेष बिंदु ABC के लिए फिक्स है और यह गतिमान नहीं है जिसका अर्थ है कि AB को B के सापेक्ष हिलने से रोका गया ठीक है और इसलिए एक रिएक्शन दिखाई देगी जो कि रेस्ट्रेनिंग फाॅर्स है जो हलचल को रोकने में प्रकट होता है मैं अन्य दो फोर्सेज को जोड़ सकता हूं जो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स के कारण दिखाई देते हैं तथा हम जान सकते है कि इन चीजों से क्या परिणाम निकाला जा सकता है एक बार जब हम सभी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो रिजिड बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम की एक सिस्टम है जिसे मैंने बनाया है मैंने BD के लिए ड्रा किया है आइए ABC के लिए ड्रा करें मुझे अगले पर स्विच करने दें तो A B C मैं वही अभ्यास करूंगा मै इस ओर देखूंगा मैं वही करूँगा जो मैंने पहले किया था जो कि मैं इस विशेष बॉडी ABC को देखूंगा अन्य सभी रिजिड बॉडी को फिक्स फ्रेम में फिक्स कर दूंगा तो इसका क्या मतलब है यह अचल है एक फिक्स फ्रेम जो अचल है केवल ABC अलग है तो क्या होगा A पर पहले की तरह मेरे पास दो रिएक्शन होंगी और यह फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स के कारण दिखाई देती है यहां एक बाहरी फाॅर्स काम कर रहा है तो मैं अभी इसे डालने जा रहा हूँ B पर चूंकि BD इस ABC को जगह में रखता है मेरे पास और द्वारा दी जाने वाली बाकी चीजें होंगी भ्रम से बचने के लिए मैं पहले इसे और के रूप में लेने जा रहा हूं थोड़ी देर में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो यह फ्री बॉडी है जिसे मैंने रिजिड बॉडी ABC के लिए बनाया है इसलिए मैंने सिस्टम को रिजिड बॉडी के सेट में विभाजित किया है और मैंने इसे बनाया है अब आइए जांच करें पहली कमी जो मैं कर सकता हूं तो यह अगला प्रश्न है जो मैं पूछूंगा है मैं कौन से सरलीकरण कर सकता हूं मुझे पहले से ही पता है कि चार अज्ञात हैं एक सरलीकरण जो मैं कर सकता हूं मै जानता हू कि अगर मैं इन दोनों रिजिड बॉडी AB और BD को B पर जोड़ता हूं यदि मै इनको जोड़ता हू तो B पर एक समान और विपरीत रिएक्शन हो रही है ताकि बाहरी फाॅर्स शून्य के बराबर हो और इसलिए तो एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मैं यहां दिशा बदलूंगा और इस को हटा दूंगा इसी तरह के तर्क से मैं यह दिखा सकता हूं और इसलिए मैं यहाँ पर साइन तथा यहाँ की दिशा बदल दूंगा और इस हटा दूंगा यह पहला सरलीकरण है अब अगर आप इसे देखें तो यह वही रहता है सिवाय अब मुझे यहां दो और रिएक्शन जोड़नी हैं और ये दो अन्य रिएक्शन हैं जिनका मुझे पता लगाने की आवश्यकता है क्या तुम मेरे साथ हो अगला सरलीकरण जो इस तरह के एक बॉडी के लिए हमने प्राप्त किया है जहां फाेर्स केवल सिरों पर या केवल दो बिंदुओं पर होते हैं फाेर्स B पर प्रकट होता है D पर दिखाई देता है और हम इस विशेष प्रकार के रिजिड बॉडी को एक लिंक कहते हैं और हम पहले ही देख चुके हैं कि एक लिंक के लिए फाॅर्स हो सकते हैं फ्री बॉडी को इस तरह और इस तरह बनाया जा सकता है और अगर मैं इसे B फोर्स कह सकता हूं मुझे यहां एक वेक्टर लगाने दें यहाँ B फाॅर्स है यदि मैं अन्य फाॅर्स लेता हूँ तो यह वह स्थान है जहाँ यह परिणामी फाॅर्स है इससे अगर मैं एक्विलिब्रियम लेता हूं तो मुझे या B वेक्टर के बराबर मिलता है आइए हम तुरंत सरलीकरण न करें तो अगला सरलीकरण जैसा कि हमें पता चला है कि AB एक लिंक है इसलिए फोर्सेज केवल दो बिंदुओं B और D को मिलाने वाली रेखा पर दिखाई देते हैं मैं इसे और अधिक सामान्य बना रहा हूं यदि यह एक सीधा मेंबर है तो मैं केवल इतना कहूंगा कि यह अक्ष के अनुदिश है अब क्या कोई और सरलीकरण है जो मैं कर सकता हूँ ठीक है मैं इसे तुरंत देखकर कह सकता हूँ मैं पा सकता हूँ कि वेक्टर फाॅर्स B फाॅर्स D के बराबर है तो A मुझे खेद है मैंने यहां गलती की है यह BD होना है इसके बारे में क्षमा करें कि यह BD होना चाहिए BD हमारे पास है या B पर फाॅर्स और D पर फाॅर्स बराबर है इस पर वापस जाने पर क्या मेरे पास कोई अन्य समीकरण हो सकता है जिसे इस पर लिखा जा सके जवाब न है मैं पहले ही BD के लिए आवश्यक सभी समीकरणों को समाप्त कर चुका हूँ तो केवल एक चीज बची है एकमात्र सेट जो बचा है वह यह विशेष रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी का यह विशेष सिस्टम है ऐसा करने के बाद एक चीज जो मैं यहां जानता हूं वह है की इस तरह और ड्राइंग के बजाय चूंकि मेरे पास यह इस तरह है इसलिए यहां समान और विपरीत फाॅर्स लगाया जा सकता है और इसकी दिशा क्या है इसकी दिशा AB और BD के बीच के कोण की दिशा के बराबर है जिसका अर्थ है मुझे केवल इसका परिमाण जानने की आवश्यकता है तो आइए अब उन अज्ञातों को बदलें जिनका मुझे पता लगाना है और के बजाय अब हमारे पास बस B है और के बजाय हम इससे पहले ही दिखा चुके हैं कि B D के बराबर है जिसका मतलब है कि मैं इसे हटा सकता हूं क्या यह B फाॅर्स है जिसका मुझे पता लगाने की आवश्यकता है नहीं इसकी दिशा पहले से ही ज्ञात है यह केवल इसका परिमाण है जिसका मुझे पता लगाना है यदि आप अभी जांच करें तो कौन से अज्ञात हल किए जाने हैं और B का परिमाण जिसका मुझे पता लगाना है आइए इस विशेष समस्या को देखें और ये सवाल पूछें कि क्या हम इसे हल कर सकते हैं अब इसका उत्तर है हाँ आइए हम उस विशेष अभ्यास को ही करें अब याद रखें कि हमने तीन सरलीकरण किए हैं उनमें से दो लिंक से संबंधित हैं अन्य समान और विपरीत रिएक्शन से संबंधित हैं अब यदि मुझे इस विशेष रिजिड बॉडी से B का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है तो मैं कौन सा समीकरण लिख सकता हूँ जवाब बहुत आसान है खैर तीन अज्ञात हैं B और और B जो मौजूद हैं मैं तीन समीकरण लिख सकता हूं और इन्हें हल कर सकता हूं लेकिन अगर मैं M A पर शून्य के बराबर मोमेंट का समीकरण लिखता हूं या दूसरे शब्दों में A और भाग नहीं लेंगे तो मैं तुरंत पता लगा सकता हूं कि B क्या होगा आगे सरलीकरण यह है कि चूंकि मुझे पता है कि यह वह कोण है जिस पर यह कार्य कर रहा है अब मैं B के बजाय घटकों को ले सकता हूं और दो घटक हैं A के सापेक्ष मोमेंट लेते हुए हम पहले से ही जानते हैं कि यह फाॅर्स मोमेंट समीकरण में भाग नहीं लेगा यह एकमात्र फाॅर्स है जो अज्ञात से संबंधित मोमेंट समीकरण में भाग लेगा दूसरे को W के रूप में जाना जाता है तथा B के लिए हल करने के लिए समीकरण लिख सकते हैं यदि मैं प्रश्न पूछूं तो क्या मैं इसे हल कर सकता हूं जवाब बहुत आसान है एक बार जब मुझे यह पता चल जाता है तो मैं इसे हल कर सकता हूं हल करने के लिए मेरे पास पहले से ही यह विशेष परिमाण उपलब्ध है और इसलिए मैं इसका पता लगा सकता हूं और मैं का समाधान कर सकता हूं बस इसे पूरा करने के लिए मैं जो पहला अभ्यास करूंगा वह है मतलब A के सापेक्ष में मोमेंट शून्य के बराबर है आइए बस सतर्क रहें आइए हम साइन कन्वेंशन लें मान लें कि यह घड़ी की विपरीत दिशा में पॉजिटिव है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है मैं उस समीकरण में आने वाले शब्दों का पता कैसे लगा सकता हूँ बहुत सरल है मैं A पर पाइवोट करूँगा और देखूंगा कि ये फाॅर्स किस दिशा में इस बार को धक्का देंगे W इसे दक्षिणावर्त धक्का देगा जिसका अर्थ है कि A पर मोमेंट में इसका योगदान नेगेटिव होगा यह विशेष रूप से इसे घड़ी के विपरीत धक्का देगा यानी इसका योगदान पॉजिटिव है तो अब मैं बहुत ही सरल तरीके से लिख सकता हूँ यह है मुझे लंबाई से गुणा करने की आवश्यकता है मान लीजिए कि यह ABC की आधी लंबाई पर हो रहा है यह इसका L बटा दो गुना माइनस W गुना L है और यह शून्य के बराबर है तत्काल इसका समाधान संभव है मैं L निकाल सकता हूं दो गुना के बराबर है तो मै 2W बटा साइन थीटा प्राप्त करता हू तो अब मैंने B के परिमाण के लिए हल किया है अगला समीकरण जो मैं ले सकता हूं वह या तो शून्य के बराबर या शून्य के बराबर है तो चलिए इसे पूरा करते हैं ध्यान रहे मैं यहा साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करूँगा इससे आपके लिए यह पता लगाना आसान हो जाता है की यह और एक पॉजिटिव धारणा होगी W की नेगेटिव धारणा होगी और इसलिए यह होगा और इसलिए अन्य सभी को दाहिने हाथ की ओर ले जाए तो W माइनस मेरे पास पहले से ही है माइनस 2W है यह माइनस W के बराबर है क्या यह स्पष्ट है मैं इसे यहाँ सम्मिलित करता हूँ और इसलिए यह माइनस W है तो मुझे यही मिलता है इसी प्रकार यदि तुम करोगे तो फिर वही काम मैं करूंगा यह एक पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा मै एक स्टेप यहाँ आगे बढ़ गया हू मुझे मिलेगा B पहले से ही यहां पाया गया है यानी यह होगा और के बराबर है तो अगर मैं सवाल पूछता हूं की मुझे यह पता लगाने जरूरत है कि मेरे पास सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो सकता है उदाहरण के लिए मान लें कि यह एक प्लेटफार्म है अपने डिज़ाइन को अनुकूलित करने के लिए मुझे इस BD को किस कोण पर फिक्स करना चाहिए यह अगला प्रश्न है जिसका हम उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सभी फाॅर्स किन रिजिड बॉडी पर कार्य करते हैं चाहे वह फिक्स्ड फ्रेम हो या ABC या BD धन्यवाद आइए हम इस विशेष समस्या का भौतिक अनुभव प्राप्त करें मान लें कि यह ब्लैकबोर्ड फिक्स फ्रेम ऑफ़ रेफेरेंस ढांचा है मान लीजिए मैं इस विशेष बॉडी ABC को लेता हूं और मैं A पर फिक्स फ्रेम पर फिक्स करता हूं फिक्स फ्रेम के संबंध में बॉडी केवल चल सकता है मैं केवल प्लैनर रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ बॉडी केवल A के चारों ओर घूम सकता है यह बहुत सरल है आप इसे देख सकते हैं और इसे बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है बस इन शीट्स की स्ट्रिप बना लें और समझ लें अब इस रोटेशन को रोकने के लिए इस विशेष लिंक को जोड़ने के लिए कोई क्या कर सकता है तो मुझे बस यह करने दो की इस लिंक BD के एक सिरे को इस विशेष केंद्रीय बिंदु पर पिन कर दू समस्या केंद्रीय बिंदु से संबंधित है लेकिन अगर यह कोई अन्य बिंदु है तो भी इसी तरह की समझ प्रदान कर सकती है आइए हम कहें कि यह वह क्षैतिज है जिसे मैं बनाना चाहता हूं अब यदि आप इसे देखें तो यह गति कर सकता है और यह स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है इसलिए अगर मैं इस विशेष बिंदु को फिक्स फ्रेम पर ठीक कर दूं तो यह हिल नहीं सकता और इसलिए मुझे फिक्सिंग का वह अभ्यास करने चाहिए इसलिए मैंने A और D को अब फिक्स फ्रेम में फिक्स कर दिया है याद रखें कि यह x दिशा में या y दिशा में हलचल की अनुमति नहीं देता है तो अगर मैं इसे x दिशा और इसे y दिशा कहूँगा मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह x और y की धारणा है तो यह x दिशा के अनुदिश है यह y दिशा के अनुदिश है ये दोनों y दिशा में हैं तो यह इस बिंदु D को इस दिशा में और साथ ही इस दिशा में आगे बढ़ने नहीं देता है जिसका अर्थ है कि एक फाॅर्स होना चाहिए जो फिक्स फ्रेम द्वारा x और y दोनों दिशाओं में पेश किया जाता है इसी तरह A पर तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो हलचल की आजादी है या दूसरे शब्दों में मुझे दो फोर्सेज को लागू करने की आवश्यकता है इस फिक्स फ्रेम को स्थिर रखने के लिए A पर दो फाॅर्स और D पर दो फाॅर्स लगाने पड़ते हैं यह सिस्टम स्थिर है अब जैसा हमने पहले किया था अगर हमें BD के फ्री बॉडी की जांच करनी है तो आप क्या करते हैं कि हमने पहले से ही D को फिक्स फ्रेम में फिक्स कर दिया है AB को यहाँ ABC पर पिन किया गया है और यदि मैं BD फिक्स को फिक्स फ्रेम पर पकड़कर जाँचता हूँ तो इसका क्या मोमेंट हो सकता है अब अगर मैं इसे हटा दूं तो इसमें इस तरह की हलचल होगी अभी यह बिल्कुल भी नहीं चल सकता है अगर मैं इसे हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि यह इस तरह चल सकता है या दूसरे शब्दों में बॉडी ABC BD पर D के मोमेंट के लिए एक प्रतिरोध प्रदान करता है जिसका अर्थ है कि हमें दो प्रतिबंध लगाने होंगे जिन्हें हमें B पर रखने की आवश्यकता है हमने अभ्यास में यही किया इसी तरह अगर मुझे ABC के लिए ड्रा करना है तो यहां एक व्यवधान है जो A को इस दिशा में या इस दिशा में आगे बढ़ने नहीं देता है यदि मैं BD को फिक्स्ड फ्रेम ऑफ़ रेफरेन्स में फिक्स करता हूं तो यह ABC को लंबवत और क्षैतिज दोनों दिशाओं में नहीं चलने देता है और इसलिए मुझे यहां पर दो प्रतिबंध और यहां पर दो प्रतिबंध लगाने होंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमने यही किया और जब आप फ्री बॉडी का चित्रण कर रहे हों तो यह सरल समझ आपके लिए अच्छी होगी एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां कोई लोड हो रहा है तो मान लें कि एक आदमी इस पर खड़ा है बिना BD के यह ABC इस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा यदि BD इसे रोक रहा है तो वह बिंदु B को नीचे की ओर घूमने से खींच रहा है या दूसरे शब्दों में BD को ABC द्वारा खींचा जाएगा इसलिए जो फाॅर्स मुझे BC पर प्राप्त करना है वह ऐसा होगा कि वह खींचने वाला फाॅर्स है ये कुछ समझ हैं जो संरचनाओं को डिजाइन करने में मदद करेंगी हम समझ चुके हैं कि A और B पर रिएक्शन और रिजिड बॉडी ABC और BD में फोर्सेज के लिए इस समस्या को कैसे हल किया जाए अब मैं समस्या को थोड़ा मोड़ देता हूं और देखता हूं कि आपकी समझ ठीक है या नहीं इस लिंक के सीधे होने के बजाय हम कहते हैं कि मेरे पास इसके जैसा है मेरे पास अब ये है एक समान कॉन्फ़िगरेशन है इसके अलावा जो इस तरह घुमावदार है आपके समाधान में क्या बदलाव आएगा एक बहुत ही सरल प्रश्न आपके समाधान में क्या बदलाव आएगा वह पहला प्रश्न है तो प्रश्न संख्या एक पिछले कॉन्फ़िगरेशन और मेरे द्वारा यहां खींचे गए वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन के समाधान में क्या अंतर है कोशिश करें और इस विशेष प्रश्न का उत्तर दें प्रश्न संख्या दो या चुनौती संख्या दो मान लें कि मेरे पास ऐसा कुछ है मैं यहाँ पर एक भार लटकाने जा रहा हूँ आइए इसे वेट 1 कहते हैं आप ABC और BD का फ्री बॉडी इस प्रकार कैसे खींचेंगे कि आप उस पर लगने वाले फाॅर्स का हिसाब लगा सकें तो मैं इसे अभी लिखने जा रहा हूँ आप फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे संशोधित करेंगे मैं इसे संक्षिप्त रूप से B पर लटकने वाले वेट का ध्यान रखने के लिए B पर BD और ABC का FBD कहूंगा यह दूसरी चुनौती है जिसका मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं धन्यवाद